तो इंजीनियरिंग गणित I पर व्याख्यान में आपका स्वागत है और आज हम दो वेरिएबल के फ़ंक्शन की लिमिट के इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे तो पिछले व्याख्यान में हमने देखा है कि यह लिमिट fx y x y गोज़ टू x0 y0 L के बराबर है इसे एप्सिलॉन डेल्टा दृष्टिकोण का उपयोग करके परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है यदि किसी रियल नंबर के लिए एप्सिलॉन पॉसिटिव है तो हम रियल नंबर डेल्टा पॉसिटिव पा सकते हैं जैसे कि f माइनस Lएप्सिलॉन से कम है तो यहां इन दोनों fx y और इसके लिमिटिंग वैल्यू L के बीच का अंतर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए दी गई संख्या के लिए एप्सिलॉन से कम है जब भी यह x y x0 y0 बिंदु के डेल्टा नेबरहुड में होता है और हमने देखा है कि यह दृष्टिकोण यह सत्यापित करने में उपयोगी है कि दी गई संख्या L लिमिट है लेकिन हमें यह अनुमान लगाना होगा कि लिमिट L क्या है इसलिए आज के व्याख्यान में हम अधिक प्रैक्टिकल मुद्दों की बात करेंगे कि यह संख्या L कैसे प्राप्त करें और एप्सिलॉन डेल्टा दृष्टिकोण का उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है कि यह दी गई संख्या L है इसलिए सिंगल वेरिएबल के फ़ंक्शन के लिए लिमिट की बात करते समय हमारे पास एक विशेष बिंदु x0 जो x एक्सिस पर है तक पहुंचने के लिए दो रास्ते थे हम दायीं ओर से इस बिंदु x0 तक पहुंच सकते हैं या हम बाईं ओर से इस बिंदु x0 तक पहुंच सकते हैं सिंगल वेरिएबल के फ़ंक्शन के मामले में लेकिन अब हमारे पास दो या दो से अधिक वेरिएबल के फ़ंक्शन हैं इस मामले में मान लीजिए कि यह x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस है तो xy प्लेन में हमारे पास इस फ़ंक्शन का यह डोमेन है मान लीजिए कि हम इस बिंदु Pपर पहुंचना चाहते हैं तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं हम किसी भी दिशा या किसी भी पथ से इस बिंदु तक पहुंच सकते हैं इस लिमिट को प्राप्त करने के लिए क्योंकि x y इस विशेष बिंदु Pपर पहुंचता है जबकि सिंगल वेरिएबल के मामले में हमारे पास केवल दो पथ थे तो हम दायीं ओर से लिमिट को चैक करते थे और बाईं ओर से लिमिट को चैक करते थे और यदि वे समान हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट मौजूद है और लिमिट उस वैल्यू के बराबर है या यदि वे दो लिमिट भिन्न हैं तो हम उसे कहते हैं लिमिट मौजूद नहीं है इस मामले में हमारे पास एक विशेष बिंदु तक पहुंचने के लिए असीमित कई रास्ते हैं तो उस स्थिति में किसी विशेष पथ के साथ एक लिमिट खोजना और यह कहना मुश्किल है कि यह लिमिट है मैंने यहाँ टिप्पणी की है कि यह x y गोज़ टू x0 y0 बिंदु पर इस दो डाइमेंशनल प्लेन में अनंत संख्या के पथ वहाँ शामिल है जो x y को इस x0 y0 बिंदु के साथ जोड़ते हैं चूंकि यदि लिमिट मौजूद है तो अद्वितीय है तो लिमिट सभी पथों के साथ समान होनी चाहिए इसका मतलब है कि एक विशेष मार्ग से बिंदु P के करीब पहुंच कर लिमिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है और फ़ंक्शन fx y की लिमिट का पता करना क्योंकि x y गोज़ टू x0 y0है हालाँकि यदि लिमिट पथ पर निर्भर है तो यदि हम दो अलग अलग रास्तों के साथ पाते हैं कि लिमिट अलग है तो कम से कम हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लिमिट मौजूद नहीं है लेकिन दो या कई अलग अलग रास्तों के साथ लिमिट प्राप्त करना हालांकि वह लिमिट समान हो सकती है लेकिन हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वह विशेष संख्या लिमिट है क्योंकि कोई और रास्ता हो सकता है जहां लिमिट अलग हो सकती है तो यह निष्कर्ष निकालना कि किसी विशेष पथ के साथ लिमिट संभव नहीं है लेकिन हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हमें दो अलग अलग पथ मिलते हैं और उन पथों के साथ लिमिट अलग है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट मौजूद नहीं है अतः अब हम फ़ंक्शन fx y की लिमिट ज्ञात करने की कुछ संभावनाएँ देखेंगे जॉब x y किसी विशेष बिंदु पर पहुंचता है उदाहरण के लिए इस उदाहरण पर विचार करें x 2y x4 y 2 और x y गोज़ टू 0 0 और साथ ही y बराबर है x पथ के और दूसरा हम फिर से वही फ़ंक्शन लेंगे और x y गोज़ टू 0 0 इस मार्ग के साथ y के बराबर x2 है इसलिए हमने यहां इस ओरिजन तक पहुंचने के लिए दो अलग अलग रास्ते चुने हैं एक सीधी रेखा y बराबर है x के और दूसरी हमने इस y के बराबर x2 पथ लिया है तो यहां इस फ़ंक्शन की लिमिट क्या होगी जब हम 0 0 बिंदु पर जाएंगे और इसके साथ ही y x 2 या y x है यह दो अलग अलग पथ है इसलिए यदि हम y x के साथ इसे ले रहे हैं तो हम ओरिजन की तरफ जा रहे हैं इस स्थिति में जब y बराबर x है तो हम यहाँ x 2 लेंगे और फिर y फिर से x के बराबर होगा तो हमारे पास यहां x4 x2 है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहां x गोज़ टू 0 है क्योंकि इस पथ के साथ अब हमने प्रतिबंधित कर दिया है कि यह y बराबर x है या हमने यहां प्रतिस्थापित किया है y बराबर x है तो अब हम ले सकते हैं कि x गोज़ टू 0 है अब इस लिमिट का क्या होगा तो यहाँ लिमिट x गोज़ टू 0 और यह x2 है जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास अभी भी xx2 1 है और फिर यह लिमिट 0 तक जाएगी तो इस पथ पर y बराबर है x के इस सीधी रेखा के साथ में जो की ओरिजन की ओर आ रही है हमें यह लिमिट 0 के रूप में मिल रही है अब यदि हम लेते हैं y x2 तो इस पथ के साथ हमारे पास दी गई लिमिट है x गोज़ टू 0 फिर से यह पथ y x2 भी 0 के करीब पहुंच रहा है लेकिन इस पैराबोलिक पथ के साथ तो यहाँ हमारे पास x 0 है और x2 y फिर से x2 है तो हमारे पास x4 है और y2 x4 है तो इस मामले में हमने क्या देखा क्योंकि यहां x4 और फिर 2 x4 है तो यह लिमिट सिर्फ आधी होगी तो इस पथ के साथ हमें लिमिट आधी मिल रही है सीधी रेखा के साथ yx है लिमिट 0 है y x2 के साथ सीमा आधी है तो अब हम निष्कर्ष निकाल सकते है कि के लिमिट x y गोज़ टू 0 0 x2 y x4 y2 मौजूद नहीं है इस तरह के दूसरे उदाहरण के लिए हम लिमिट लेंगे x y गोज़ टू 0 1 टैन इनवरस yx तो इस मामले में हमारे पास फिर से यह xy प्लेन है और हम बिंदु 0 1 पर आ रहे हैं तो x 0 y 1 तो यहाँ कहीं हम फिर से दो रास्ते लेंगे हम इस yको ठीक कर सकते हैं और हम इन दो रास्तों को ले लेंगे क्योंकि x इस बिंदु पर दाईं ओर या बाईं ओर से आता है तो इस पथ के साथ हम y को 1 के रूप में निर्धारित करेंगे और फिर हम लेंगे या हम इन दो विशेष पथों के साथ इस लिमिट का मूल्यांकन करेंगे तो इस मामले में यदि हम तय करते हैं कि y 1 है और फिर x इन दो दिशाओं से 0 तक पहुंच रहा है इसलिए यदि हम बायीं ओर से जाते हैं तो x गोज़ टू 0 टैन इनवरस 1xहै तो आप ध्यान दें कि यदि x नेगेटिव है तो ये सभी संख्याएँ यहाँ 1 x नेगेटिव होंगी अत जैसे जैसे x इंफिनिटी की ओर अग्रसर होता है यह 1 x इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा तो टैन इनवरस इंफिनिटी से हमें मिलेगा पाई 2 इसी तरह यदि हम इस बिंदु के दाईं ओर से इस 0 1 बिंदु पर पहुंचते हैं तो इस मामले में यह इंफिनिटी और tan इनवरस इंफिनिटी हो जाएगा अतः हमें लिमिट प्राप्त होगी पाई 2के रूप में तो मैं इस उदाहरण में फिर से देखूंगा कि दो अलग अलग रास्तों के साथ हमारी दो अलग अलग लिमिट हैं तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहां दी गई लिमिट x y गोज़ टू 0 1 है टैन इनवरस yx मौजूद नहीं है क्योंकि इस लिमिट रास्ते पर निर्भर करता है इसलिए अगर आप इस अगले उदाहरण मैं xy x2 y2 और x y गोज़ टू 0 0 है इस मामले में हम ओरिजन की ओर बढ़ रहे हैं और फ़ंक्शन xy x2 y2 है इसलिए हम एक सामान्य पथ लेते हैं y mx के इसका मतलब है कि यहाँ y mx है अलग अलग m के साथ इसलिए हम इस बिंदु पर विभिन्न सीधी रेखाओं के साथ आ रहे हैं अतः इन सीधी रेखाओं के स्लोप भिन्न होते हैं तो m कोई भी वैल्यू ले सकता है और फिर हम बिंदु 0 0 पर पहुंच रहे हैं इन सीधी रेखाओं के साथ तो इस मामले में यहाँ यह लिमिट क्या होगी तो y हम पहले की तरह सब्सीट्यूट कर सकते हैं y mx है तो यहाँ हमारे पास mx2 होगा और फिर x2 m2 x2 और x2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा m 1 m2 तो हम फिर से देखते हैं कि m के विभिन्न वैल्यू के लिए हमें एक अलग लिमिट मिल रही है इसलिए लिमिट पथ पर निर्भर करती है और फिर यह लिमिट मौजूद नहीं होती है इस तरह की लिमिट की गणना करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं और हम कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट सिस्टम के परिवर्तन का उपयोग कर सकते हैं तो इस मामले में हम ट्रांसफॉरमेशन जानते हैं x rcos ϴ और y rsin ϴ है तो इस मामले में अब हम विभिन्न कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं तो यहाँ यह लिमिट x y गोज़ टू 0 0 xy x2 y2 sin ϴ cos ϴ के रूप में दी जाएगी क्योंकि अगर हम यहाँ x बदलेंगे rcos ϴ के रूप में सब्सीट्यूट करेंगे और y को rsin ϴ के रूप में सब्सीट्यूट करेंगे और फिर x2 y2 बन जाएगा r2 और यहाँ लिमिट x y गोज़ टू 0 0 होगी क्योंकि r गोज़ टू 0 है क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में अब हमारे पास यह r है और यह ϴ है और यह r है तो ϴ से स्वतंत्र अगर हम r से 0 तक पहुंचते हैं हम इस ओरिजन के इंफिनाइट तक पहुंचेंगे तो यहाँ यह लिमिट x y गोज़ टू 0 0 इस r गोज़ टू 0 के बराबर होगी और rcos ϴ rsin ϴ r2 और यह r कैंसिल हो जाता है तो हमें यह cos ϴ sin ϴ मिलता है तो हम फिर से देखते हैं कि यह लिमिट ϴ पर निर्भर करती है इसलिए यदि हम इस लिमिट या इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक अलग एंगल चुनते हैं तो वैल्यू अलग होगा तो फिर से ऐसी ही स्थिति है कि लिमिट एंगल ϴangle ϴ पर निर्भर करती है या यह पथ पर निर्भर करती है और इसलिए हम कह सकते हैं यह अस्तित्व में नहीं है लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या महसूस करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का यह बदलाव कई मामलों में बहुत मददगार होता है उदाहरण के लिए तो हम इसे समस्या x2 y x2 y2 और अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर में बदल दे तो पहले की तरह सब्सीट्यूशन द्वारा हम इस लिमिट को लिख सकते हैं x y गोज़ टू 0 0 x2 y x2 y2 बराबर है तो लिमिट फिर r 0 और x2 जब r2 cos2 ϴ है और y जब r ϴ और हमारे पास यहाँ x2 जब फिर से r2 cos2 ϴ r2 sin2 ϴ है यह बन जाएगा r2 तो हमारे पास लिमिट है r गोज़ टू 0 तो यह r है r2 कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास cos2 ϴ और sin ϴ है और विभाजित है r2 से जो पहले ही कैंसिल कर दिया गया है तो r2 और फिर यहाँ r2 तो ये हो जाते हैं और r गोज़ टू 0 हो जाता है इसलिए ϴ से इंडिपेंडेंट हम यहाँ ϴ को फिक्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि ϴ का वैल्यू जो भी हो हमारे यहाँ एक फिनाइट संख्या है और फिर r गोज़ टू 0 0 हो जाएगा तो इस मामले में यह लिमिट यहां 0 है इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलकर मूल्यांकन आसान था और अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लिमिट 0 है हमने फिर से ध्यान दिया है कि हमने पथ तय नहीं किया है क्योंकि यह लिमिट यहां हमें ϴ से इंडिपेंडेंट रूप में मिला है तो ϴ के वैल्यू को तय किए बिना हमारे पास इस 0 तक पहुंच है तो यह लिमिट किसी विशेष पथ के साथ नहीं है यह पथ से इंडिपेंडेंट है इसलिए मैंने यही कहा है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बदलना बहुत मददगार है उदाहरण के लिए हमने इस विशेष मामले में देखा है कोई फिर से भ्रमित हो सकता है कि y के साथ इस बिंदु पर पहुंचना mx रेखा के बराबर 0 के रूप में लिमिट देगा लेकिन यहां हमने पथ तय कर दिया है तो y बराबर mx है ये 0 0 बिंदु तक पहुंचने वाली सीधी रेखाएं हैं इसलिए ऐसा करने से y mx है और इस x गोज़ टू 0होने से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि दी गई संख्या या दी गई लिमिट फ़ंक्शन की लिमिट है लेकिन इस मामले में कोऑर्डिनेट सिस्टम को बदलकर तो अब हमारे पास एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है इक्विवेलेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां हमने कुछ भी तय नहीं किया है तो यहां अगर यह 𝚹 से इंडिपेंडेंट है तो हम किसी संख्या के करीब पहुंच रहे हैं तो यही वह लिमिट होगी जिसे हम किसी और उदाहरण में तलाशेंगे तो 𝚹 पर कोई निर्भरता नहीं इसलिए इस मामले में लिमिट मौजूद है और लिमिट बराबर है 0 के तो यहाँ sin 1 x 2 y tan 1 3x 6 y है तो यह कोऑर्डिनेट सिस्टम को बदले बिना एक और दृष्टिकोण है हम यहाँ देख सकते हैं कि यह x 2 y है और यहाँ भी tan 1 3x 2 y है तो हमारे पास एक ही संख्या x 2 y है और यहाँ भी 3 x 2 y है इस लिए यदि हम सब्सीट्यूट करते हैं x 2 y को एक नए पैरामीटर के रूप में एक नए वेरिएबल t के रूप में फिर हम इस लिमिट को बदल सकते हैं लिमिट sin 1 में तो इसे t के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है और फिर tan 1 3t होता है और लिमिट t 0 तक पहुँचती है तो पथ को फिक्स किए बिना यह एक और सुविधाजनक तरीका है तो हम फिर से पथ तय नहीं कर रहे हैं लेकिन हमने इस रिलेशन को यहां सब्सीट्यूट किया है x 2 y से जो इस फ़ंक्शन में हर जगह दिखाई देता है तो यहाँ यह x 2 y और फिर से वही फंक्शनैलिटी लेकिन 3 x 2 y के साथ जिसे हमने बदल दिया है t से तो यह 3 गुना t हो जाता है और अब हमने समस्या को सिंगल वेरिएबल की लिमिट की समस्या में बदल दिया है जिसे हम गणना कर सकते हैं तो इस मामले में यह 0 0जैसा है तो हम एल हास्पिटल LHospital के नियम को लागू कर सकते हैं जो कहता है कि यह 1 √1 t2 और फिर यहाँ यह 3 और 1 9 t2 होगा और फिर सीमा t गोज़ टू 0 होगी तो इस स्थिति में t गोज़ टू 0 पर यह 1 होगा और फिर हमारे पास यहाँ 3 है तो 13 तो यह लिमिट 1 3 होगी तो यह एक और दृष्टिकोण है जो कुछ मामलों में मददगार हो सकता है जब हम दो वेरिएबल के फ़ंक्शन को एक वेरिएबल में बदल सकते हैं तो अब लिमिट के साथ काम करने पर कुछ टिप्पणियाँ तो अगर लिमिट है fx y गोज़ टू L1 और x y गोज़ टू x0 L2के रूप में अगर यह दो लिमिट दी गई है तो हम इसकी गणना कर सकते हैं k बार fx y हो जाएगा k बार fx y की लिमिट के रूप में क्योंकि x y गोज़ टू x0 y0है अत यह k एक कांस्टेंट है तो यह लिमिट k बार L1होगी दोबारा जब हम इसे जोड़ते हैं fx y और ± gx y तो हमारे पास वहां फिनाइट क्वांटिटीस होती हैं L1 और L2 तो यह लिमिट भी होगी L1 L2 L1 ± अगर यह प्लस है तो यहां प्लस दिखाई देगा अगर यहां माइनस है तो माइनस L2 आएगा अब हमारे पास दो फ़ंक्शन के लिए प्रोडक्ट यहाँ fx yx gx y है तो यह L1 और L2का प्रोडक्ट होगा यदि हमारे यहाँ भागफल fx y gx y है इस स्थिति में यदि यह L2 शून्य नहीं है क्योंकि हम 0 से विभाजित नहीं कर सकते हैं इसलिए यदि L2 शून्य नहीं है तो यह लिमिट भी L1L2 होगी बशर्ते L2 0 के बराबर न हो इन नियमों का कुछ और सामान्यीकरण है हम तब भी काम कर सकते हैं जब हमारे पास वहाँ इंफिनिटी हों अतः यदि यह लिमिट fx y जब x y गोज़ टू x0 y0 इंफिनिटी है और यदि यह लिमिट gx y जब x y गोज़ टू x0 y0भी इंफिनिटी है उस स्थिति में हम इन दो फ़ंक्शन के प्रोडक्ट की इस लिमिट की गणना इस प्रकार कर सकते हैं fx ygx y जैसे x y गोज़ टू x0 y0है तो इंफिनिटी और यहां भी हमारे पास इंफिनिटी है तो यह लिमिट भी हमारे पास इंफिनिटी है हम भी दो फ़ंक्शन जोड़ सकते हैं और x y गोज़ टू x0 y0 के रूप में लिमिट ले सकते हैं और यह इंफिनिटी इंफिनिटी होगा जिसे हम जानते हैं कि यह फिर से इंफिनिटी है तो यहां हमारे पास लिमिट इंफिनिटी है और g इंफिनिटी तक पहुंच रहा है क्योंकि x y गोज़ टू x0 y0 तो इस मामले में चूंकि एक माइनस इनफिनिटी है दूसरा प्लस इनफिनिटी है तो प्रोडक्ट फिर से माइनस साइन के साथ इनफिनिटी होगा क्योंकि यहां एक नेगेटिव है एक प्लस है तो प्लस और x माइनस वन माइनस वन है और फिर यहां हमारे पास इनफिनिटी है तो यह इनफिनिटी तक पहुंच जाएगा यदि हमारे पास fx y है जैसा कि इनफिनिटी तक जा रहा है और gx y कुछ फिनाइट रियल नंबर के करीब पहुंच रहा है तो इस मामले में हम ऐसी लिमिट का मूल्यांकन कर सकते हैं fx y प्लस या माइनस gx y क्योंकि यह पहले से ही इनफिनिटी है और फिर हमारे पास यहाँ gx y बराबर L है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह संख्या यहाँ क्या है जब तक कि यह एक फिनाइट संख्या है तब यह लिमिट केवल इनफिनिटी होगी दूसरा अगर हमारे पास इनफिनिटी है और फिर यह लिमिट L पॉसिटिव है इस मामले में हम प्रोडक्ट नियम के लिए जा सकते हैं तो लिमिट x y गोज़ टू x0 y0 fx y और gx y और यह प्रोडक्ट बराबर होगा क्योंकि L पॉसिटिव है तो चिन्ह नहीं बदलेगा और यह प्लस इनफिनिटी होगा तो यहाँ हमारे पास fx y इनफिनिटी की ओर आ रहा है और यह gx y निकट आ रहा है L के जो एक नेगेटिव संख्या है उस स्थिति में यह प्रोडक्ट चूंकि fx y इनफिनिटी की ओर आ रहा है प्रोडक्ट इनफिनिटी तक जाएगा लेकिन इस नेगेटिव L के कारण यह माइनस इनफिनिटी तक पहुंच जाएगा अब यदि fx yइनफिनिटी की ओर आ रहा है और gx y एक रियल नंबर है तो लिमिट एक रियल नंबर है उस स्थिति में यहाँ भागफल gx y fx y है तो यहाँ यह fx y इनफिनिटी तक जा रहा है और gx y कुछ संख्या L है उस स्थिति में यह लिमिट 0 होगी तो हमने जो देखा है आज की लिमिट हम दो वेरिएबल के मामले में लिमिट का मूल्यांकन दो में कर सकते हैं लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि xy प्लेन में अब हम कई दिशाओं से एक विशेष बिंदु तक पहुंच सकते हैं जबकि एक वेरिएबल के मामले में हमारे पास बाएं हाथ की ओर से और दाएं हाथ की ओर से केवल दो दिशाएं थीं लेकिन अब हमारे पास इन्फिनाइट दिशाएं हैं तो किसी विशेष दिशा के साथ लिमिट को कंप्यूट करना मदद नहीं करेगा लेकिन कम से कम अगर हमें दो दिशाएं मिलती हैं जहां लिमिट भिन्न होती हैं तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लिमिट मौजूद नहीं है लेकिन हम दो या कई रास्तों के साथ लिमिट का मूल्यांकन करके यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि यह लिमिट है भले ही वह लिमिट कई रास्तों के साथ समान हो इसलिए लिमिट की गणना करने के बाद हमने जो दो दृष्टिकोण देखे हैं उनमें से एक पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना मददगार होगा उस स्थिति में यदि r 0 के करीब पहुंचता है उदाहरण के लिए यदि प्रश्न की लिमिट ओरिजन के करीब पहुंच रही है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि r 0 पर आ रहा है ϴ से इंडिपेंडेंट तो फिर हमें जो भी संख्या मिलती है वह पथ पर निर्भर नहीं करती है और वह लिमिट होगी एक और दृष्टिकोण हमने देखा है कि हम कई स्थितियों में एक संख्या को एक वेरिएबल समस्या में बदल सकते हैं और फिर हम लिमिट समाप्त करने के लिए उदाहरण के लिए एल हास्पिटल LHospital नियम लागू कर सकते हैं तो एक बार फिर हम अगले व्याख्यान में और देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना लिमिट के मूल्यांकन के लिए सहायक है लेकिन हमें फिर से बहुत सावधान रहना होगा कि लिमिट लेते समय गोज़ टू जो एंगल ϴ angle ϴ पर निर्भर नहीं होना चाहिए इसलिए यदि ϴ से इंडिपेंडेंट होकर हम किसी संख्या की ओर आ रहे हैं तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह लिमिट है लेकिन अगर वह लिमिट ϴ पर निर्भर है तो यह फिर से पथ पर निर्भर लिमिट है और इसलिए लिमिट मौजूद नहीं है इसलिए हम इन मुद्दों पर और बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने में क्या समस्या हो सकती है और बाद में और उदाहरण देखेंगे तो इन व्याख्यानों को तैयार करने के लिए इन संदर्भों का उपयोग किया गया है ध्यान देने के लिये धन्यवाद